सभी को नमस्कार स्वागत है आपका मेरे NPTEL कोर्स Appreciating Linguistics के इस सेशन मैं हम बात कर रहे हैं विश्व भर की भाषाओं मैं language typology और crosslinguistic studies की जब हम बात करते हैं लैंग्वेज यूनिवर्सल्स की तो हमें जरूरी है व्याख्या करना उन सवालों की जो कि संबंधित हैं typological crosslinguistic समानताओ की पहले उठाए गए वह दो लिंग्विस्टिक्स से जुड़े मुख्य सवाल कौन से हैं पहला सभी भाषाओं में structural properties संरचनात्मक गुण का crosslinguistic distribution क्रॉस लिंग्विस्टिक वितरण और उसके कारण तो हमने दो चीजों की चर्चा की Crosslinguistic structural properties क्रॉस लिंग्विस्टिक वितरण क्या हैं और एक बार हम कम से कम कुछ linguistic phenomenon लिंग्विस्टिक घटनाओं की स्थापना कर पाए जो की वितरित है सभी भाषाओं में तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि क्या कारण है अगर आप याद करें तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की हम बात कर रहे थे noun phrase और adposition की possessor और possessum के संबंध की यह सब वितरण कारण होने चाहिए किसी चीज के और यह कारण आधारित है 5 मुमकिन स्पष्टीकरण पर तो यह पांच मुमकिन स्पष्टीकरण जिनकी चर्चा हमने अभी तक की है और यह हमें ले जाता है भाषा में लैंग्वेज यूनिवर्सल्स और लैंग्वेज टाइपऑलजी के शोध की और तो चलिए संक्षिप्त संस्करण में देखते हैं के हमने अभी तक क्या चर्चा की है वह क्या दो सवाल हैं जिनका जवाब ज्यादातर typologists ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पहला प्रश्न की विभिन्न भाषाओं में structural properties संरचनात्मक गुण का crosslinguistic distributionक्रॉस लिंग्विस्टिक वितरण क्या होता है वह है पहला सवाल दूसरा प्रश्न के क्रॉस लिंग्विस्टिक वितरण या क्रॉस लिंग्विस्टिक समानताओ के क्या कारण हैं तो यह हैं दो नाभीय प्रश्न यह हैं दो मुख्य सवाल जोकि typologists द्वारा पूछे गए और वह क्या मुमकिन स्पष्टीकरण हैं जो उनके द्वारा दिए गए जब आप एक सवाल उठाते हैं तो आपको उसका एक मुमकिन कारण देना आवश्यक है और के वह मुमकिन कारण वह है वे पांच प्रकार के स्पष्टीकरण क्या पहली परिकल्पना या पहली मुमकिन व्याख्या के उनका shared inheritance शेयर्ड इन्हेरिटेंस है और दूसरा के उनके बीच language contact लैंग्वेज कांटेक्ट है तीसरा के उनके बीच एक सांझा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है और चौथा कि वह सदस्य हैं समान language types लैंग्वेज टाइप्स के और पांचवा के वह होस्ट हैं कुछ language universals लैंग्वेज यूनिवर्सल के तो अगर आप देखते हैं पांच प्रकार के स्पष्टीकरण तो आप पाएंगे कि मैंने दिए हैं types और universals उन्हें हाइलाइट् किया गया है और हमने इन linguistic types लिंग्विस्टिक टाइप्स को क्यों हाईलाइट किया है उनका परिणाम होगा के वह बढ़ावा देंगे कुछ linguistic universals को तो मेरी चर्चा के अगले सेट में या मेरे अगले set of sessions सेट ऑफ सेशनज में बात होगी language universals लैंग्वेज यूनिवर्सेल्स की और कि वह क्या मुमकिन डिजाइंस ऑफ language universals लैंग्वेज यूनिवर्सेल्स हैं जो कि हमारे पास हैं जिनमें भाषाएं शामिल है तो अगर संक्षेप में कहें अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि language typology क्या है आपको यहां क्या समझ आया यह सभी crosslinguistic generalizations क्रॉस लिंग्विस्टिक सामान्यकरण हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं समानताएं जिनकी हम बात कर रहे हैं स्पष्टीकरण जिनकी हम बात कर रहे हैं इस कहानी का क्रक्स क्या है आपके इस कोर्स के समाप्त होने के बाद अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं की linguistic typology लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी क्या है तो आपका उत्तर होना चाहिए के linguistic typology एक अध्ययन है typologically और universally सांझा किए गए भाषा के फीचर्स का यह है वह परिभाषा जिसे आपको याद रखना है किसी और चीज के बारे में विचार करने से पहले जहां तक की language typology का सवाल है इसीलिए जब मैंने इस कोर्स के पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया तो मैंने उसे कहा Appreciating Linguistics A Typological Approach तो जब आप linguistics भाषा विज्ञान को एक academic discipline के दृष्टिकोण से देखते हैं और आप कोशिश कर रहे थे सराहना की तो आपको समझना जरूरी है कि linguistic universals और क्यों विश्व भर की भाषाएं जो सतह से देखने में एक दूसरे से बहुत अलग लगती हैं उनमें असल में बहुत सी समानताएं हैं जो कि कुछ प्रश्न उठाती हैं एक भाषाविद के मन में और बहुत से भाषाविदों ने इसे समझाने की कोशिश की है तो अगर इसे संक्षेप में बताएं तो language typology एक अध्ययन है typologically और universally सांझा किए गए भाषा के फीचर्स का इस जानकारी के साथ मैं चलूंगी language universals लैंग्वेज यूनिवर्सल्स की ओर मैंने क्या बताया था language universals क्या हैं वह हैं कुछ भाषा विज्ञान में घटने वाले linguistic phenomenon लिंग्विस्टिक घटना जोकि सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं चलिए अब मानवीय भाषा की speech sound inventories स्पीच साउंड इन्वेंटरीज में universals को देखते हैं शुरुआत के लिए हम शुरु करते हैं phonetics स्वर विज्ञान से फिर हम चलेंगे दूसरे phenomenna फिनोमिना की ओर मैं यहां बात करूंगी दो वाक्यों की एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वक्तव्य की जमी जो है अस्तित्वपरक जैसा कि दिया गया है 12 A में और दूसरा है distributional वितरणत्मक तो existential statement अस्तित्वपरक बयान क्या है Existential statement कुछ चीजों का अस्तित्व है कुछ भाषाओं में oral stops जैसे कि t और statement b कुछ भाषाओं में alveolar nasala यानी कि n तो इन स्टेटमेंटस को एक्जिस्टेंशल स्टेटमेंट्स के नाम से जाना जाता है और एक बार जब हमें पता चल गया कि ऐसी चीजें मौजूद हैं या t जो कि एक oral stop है यानी ऐसी कुछ भाषाएं हैं nasals हैं और कुछ भाषाओं में alveolar nasals भी हैं हमारा अगला दावा संबंधित है distributional statement से हमें पता चला कि कुछ मौजूद है अगर कुछ मौजूद है किसी भाषा में distribution क्या है Distribution का अर्थ है की सभी भाषाओं में oral stops हैं और सभी भाषाओं में alveolar nasals हैं तो पहली दो स्टेटमेंट्स हैं existential और दूसरी दो statements हैं distributional अगर आप सभी खोज लें और कुछ फिर oral stop और alveolar nasal की distribution value सभी भाषाओं में प्रमुख रूप से उपलब्ध है तो यह था पहला phonetic universal जिसकी मैं बात कर रही हूं फिर दूसरा है चलिए बात करते हैं कुछ दूसरे existential और universal statements की तो यह क्या कहता है जब मैं कहती हूं कुछ भाषाओं में oral stop है और कुछ भाषाओं में alveolar nasal तो statement हो जाएगी के कुछ भाषाओं में X हो जाएगा existential और universal statement दो मैं विभाजित हो जाएगी एक है unristricted और दूसरी है implicational यहां मुझे लगता है मुझे कुछ चीजें समझानी होंगी प्रीवियस स्लाइड में हमने oral stop और alveolar nasal पर चर्चा देखी सामान्य भाषा में कहे तो existential statement यह होगी के कुछ भाषाओं में X है कुछ भी हो सकता है X oral stop भी हो सकता है X alveolar nasal भी हो सकता है X कुछ भी और हो सकता है कोई भी और phonetic ध्वन्यात्मक या X liquid तरल हो सकता है या glide या कुछ भी तो यह चीजें हैं भाषा विज्ञान के अध्ययन में X कुछ भी बदल सकता है एक्जिस्टेंशल स्टेटमेंट्स से या इनकी मदद से हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स का कर्षण कर सकते हैं और यूनिवर्स स्टेटमेंटस मुख्य रूप से X के अस्तित्व का वितरण होता है हमें जरूरत है पढ़ने की के distribution pattern डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की ओर देखते हैं तो आपके पास एक restricted वर्जित और फिर दूसरा implicational निहितार्थ होगा Implicational unrestricted का मतलब है सभी भाषाओं में X है Implicational का मतलब है के उन सभी भाषाओं में जिनमें Y है उनमें X भी है तो X का वितरण Y के वितरण में गर्भित है चलिए अब इसे personal pronouns के ढांचे में डालते हैं जिसकी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे हम यहां personal pronoun को कैसे डालेंगे तो unrestricted universal हो जाएगा कि सभी भाषाओं में personal pronouns हैं इसका मतलब है की डिस्ट्रीब्यूशन सर्वस्व है आप सोच विचार करके कोई भी भाषा चुनिए आप उसमें universal पाएंगे और यहां implicational universal क्या है Implicational universal चलिए उससे पढ़ते हैं 14a और 14b the Implicational universal a ज्यादातर भाषाएं इंजन में SOV होता है उनमें possessor और possessum noun phrase और अपोजिशन आर्डर भी होता है मैं यहां आपसे वापस उस डाटा की ओर जाने को कहूंगी जिसकी चर्चा हमने Hindi Japanese और Turkish भाषाओं के संदर्भ में की थी तो यह डाटा क्या कहता है इस डाटा के अनुसार ज्यादातर भाषाएं हैं जिनमें SOV order होता है उनमें possessor और possessum प्लस noun phrase और adposition होता है तो यह है एक implicational universal दूसरा implicational universal क्या है ज्यादातर भाषाएं जिनमें verb initial order होता है उनमें possessor possessum और noun phrase भी होता है ज्यादातर भाषाएं जिनमें verb initial होता है उनमें possessive possessum प्लस adposition noun भी होगा तो वही डाटा सेट कृपया आप वापस Hindi Japanese और Turkish भाषाओं पर जाएं और अगर आप 14a और 14b उदाहरणों को रखें जो कि मैंने यहां दिए हैं तो unrestricted universal हो जाएगा की ज्यादातर languge order heads और dependents uniformly अगर वहां एक head है और एक dependent है तो वह एक यूनिफॉर्म फैशन में वितरित हैं यह है जो हमने unristricted और implicational universals के बारे में अभी तक समझा है All unristricted universal ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सल का मतलब है के सभी भाषाओं में वह होगा implica tional universal का मतलब है कि सभी भाषाओं में जिनमें X है उनमें Y होगा वहां एक implication है Y का X पर तभी आप उसे implicational universals बुलाएंगे यह बस एक प्रतिनिधित्व है उस सब का जिसकी चर्चा हम अभी तक कर चुके हैं Predictive force प्रिडिक्टिव फोर्स क्या है आप उस प्रकार के संबंध को कैसे निकालेंगे जहां तक की universals का मामला है चलिए हम कहते हैं कि यहां जो संबंध है वह है unrestricted universals और हमारे पास इसके लिए एक फैक्टर है और टर्म है X टाइप I है प्लस टाइप II है माइनस इसका मतलब है कि अगर किसी फिनोमिना को unrestricted माना जाता है टाइप I में यह फीचर्स होंगे टाइप II मैं यह फीचर्स नहीं होंगे तो या प्लस या माइनस इसी तरह हम गणितीय तरीके से हम इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और implicational universal काम कैसे करेगा Implicational universal में बहुत सारे permutations परिवर्तन और combinations युग्म होंगे जिसकी वजह से बहुत सारे टाइप्स उभर के आएंगे Unrestricted के प्रकरण में आपके पास बहुत से टाइप्स नहीं होंगे या तो 1 या 0 जब आप बायनरी फैशन में कहते हैं 1 जब आप कहते हैं 1 तो वह जाता है प्लस में जब आप कहते हैं 0 तो वह जाता है माइनस में पर implicational universal ज्यादा लचीला होता है उसका परिणाम मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं तो चलिए हम कहते हैं की Y और X अगर आपको याद हो कि अगर किसी भाषा में Y है तो उसमें X भी होगा तो वह है जिसकी बात implicational universals करते हैं इसका मतलब है की implicational universal आपको पहला टाइप देगा क्योंकि वहां कोई Y नहीं है वहां कोई X नहीं है टाइप II अगर वहां Y है तो वहां X प्लस प्लस टाइप II तीसरा वहां कोई Y नहीं है पर X है यह भी मुमकिन है पर वहां Y होगा पर कोई X नहीं होगा ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि implicational universal X 0 नहीं हो सकता या X नेगेटिव नहीं हो सकता Y नेगेटिव हो सकता है भाषाओं में X फीचर हो सकता है उनमें हो सकता है कि फीचर Y ना हो पर भाषाएं अगर implicational universals की परिभाषा के अनुसार जाएं भाषाएं जिनमें की फीचर X नहीं है उनमें फीचर Y जरूर होगा यह गलत है तो चौथा टाइप खारिज हो जाता है Implicational universal patterns की वह तीन क्या मुमकिन टाइप्स है टाइप I ना X ना Y टाइप II प्लस Y प्लस X टाइप III माइनस Y प्लस X और टाइप IV प्लस Y माइनस X जो कि खारिज हो जाता है इस प्रकार हमें समझ में आते हैं वह 4 अलग टाइप्स मैं इससे संक्षेप में बताती हूं आप इससे क्या समझ पाते हैं वह भाषाएं जिनमें दोनों विशेषताएं है या जिनमें कोई भी विशेषताएं नहीं है दोनों विशेषताएं टाइप I कोई भी विशेषताएं नहीं है टाइप II और दोनों ही घटने की भविष्यवाणी है कुछ भाषाएं टाइप I की कैटेगरी में आएंगी कुछ हो सकता है कि टाइप II की कैटेगरी में आए हालांकि जब भाषाओं में दोनों में से सिर्फ एक फीचर हो तो सिर्फ एक टाइप ही मुमकिन है वह है टाइप III चौथा टाइप Y की मौजूदगी का मतलब है X की मौजूदगी इसका मतलब है Y बिना X के नहीं घट सकता यही वजह है की चौथा टाइप खारिज हो जाता है तो यह है implicational universals जिनकी हमने अभी तक चर्चा की है और इसके बारे में और जानकारी के लिए जैसा कि मैं हमेशा सुझाव देती हूं किताब को चेक कीजिए और आप universals के बारे में और जान पाएंगे उस डाटा से जिसकी चर्चा यहां की गई है तो जब कि हमने एहसास किया है कि वहां unrestricted universals है जहां पर वह सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं तो टाइप I हमेशा प्लस टाइप II हमेशा माइनस होगा तो टाइप II का अस्तित्व नहीं होता और क्यों टाइप II का अस्तित्व नहीं होता जहां तक की unrestricted universals का मामला है इसका मतलब है कि अगर वह unrestricted है तो वह उपलब्ध है सभी भाषाओं में और अगर आप उसे आदतन लिखते हैं माइनस प्लस फिर जाहिर है उस प्रकार की परिस्थिति बिल्कुल भी उभर कर नहीं आती हालांकि implicational universals के मामले में हमारे पास 3 टाइप्स है तो जहां ना Y ना X तो वे ठीक है वहां है Y वहां है X वह भी ठीक है ना Y लेकिन वहां X है बेबी ठीक है पर चौथा टाइप जहां Y है पर X नहीं है वह खारिज हो जाता है इसका मतलब है Y की उपस्थिति का मतलब है की X भी मौजूद है इसका मतलब है अगर वहां X नहीं है तो आप वहां Y होने की अपेक्षा भी नहीं कर सकते तो चौथा खारिज हो जाता है इस जानकारी के साथ चलिए चलते हैं implicants और implicatum के संबंध की ओर जब मैं कहती हूं implicants और implicatum तो मैं मुख्य रूप से बात कर रही हूं की paradigmatic relation क्या है syntagmatic relation क्या है और क्या नहीं है क्या है तो तीन अलग domains of relation संबंध के क्षेत्र होंगे paradigmatic level syntagmatic level और reflexive level पर Paradigmatic level पर वह के कहलाया जाएगा paradigmatic universal तो paradigmatic universal क्या कहता है वह कहता है चलिए पढ़ते हैं और फिर आप उसके बारे में सोचिए और मुझे उसके उदाहरण सोच कर बताइए सभी भाषाओं में जन्मे की inflected verb यानी verb में कुछ inflection होता है उनमें "al" markers subject से पहले आते हैं yes no questions हां या ना के सवाल में वह ऐसा "WH" प्रश्नों में भी करते हैं मैं आपको अंग्रेजी में एक उदाहरण दूंगी और आप मुझे बताइए कि क्या वह आपके लिए इसकी तस्दीक करता है या नहीं अंग्रेजी में किसी yes no question के बारे में सोचिए चलिए हम कहते हैं कि had you given food तो had you given food इसमें inflection verb क्या है Given और इसमें subject क्या है वह है you और यह किस प्रकार का सवाल है यह है एक yes no question तो paradigmatic universal क्या कहता है वे सभी भाषाओं में कहता है जिनमें की inflected verb subject से पहले आता है जब आप कहते हैं have you eaten आवरण में वह Wh question में भी समांतर आ जाएगा जब आप कहते हैं what have you eaten मतलब जब आप WH लगाते हैं वह भी what have you eaten ही होगा WH question में अगर subject पहले आता है फिर verb तो कुछ सामान घटता है if में ऐसा yes no question में होता है यह Wh question में भी होगा हिंदी के बारे में सोचिए तुमने खाना खाया तुमने खाना खाया क्या चलिए हम फिलहाल क्या की बात नहीं करते तो खाना और खाया खाया में inflection है और यहां subject है तुमने और अगर आप उसमें यहां WH शब्द जोड़ दें तो वह हो जाएगा yes no question में और उसके साथ जुड़ा होगा WH शब्द तुमने क्या खाया तो यहां तुमने का स्थान और खाना या खाया का स्थान वह दोनों ही सूरतओं में लगभग समान रहते हैं तो यह होगा paradigmatic universal Syntagmatic universal क्या है Syntagmatic universal सभी भाषाओं में होगा जिनमें की WH question में inflected verb पहले आता है subject के WH question आम तौर पर initial होता है तो एक ऐसी भाषा है जहां inflected verb आता है WH question से पहले ऐसे मामले में WH word आम तौर पर initial समझा जाता है यह मुख्य रूप से Greenbergian universals हैं यहां Greenberg के प्रसंग में बात की गई है हमारा reflexive universal क्या है एक reflexive universal सभी भाषाओं में होगा जिनमें yes no questions को declaratives से intonation pattern के साथ विभेदित किया गया हो इस pattern की स्थिति को वाक्य के अंत से माना गया है बल्कि ना की शुरुआत से मैं आपको हिंदी का उदाहरण दूंगी जब आप कहते हैं खाना खाया तो जब आप कहते हैं खाना खाया तो intonation है खाया पर जो आपको विचार देता है की यह है एक question है या एक declarative sentence है ऐसा नहीं है कि खाना वाक्य की किस्मत निश्चित करता है बल्कि वह खाना शब्द की intonation है जो वाक्य की किस्मत निर्धारित करती है तो यह है जिसे हम reflexive universal कहेंगे तो यह कैसे पढ़ा जाता है पुनः Greenberg सभी भाषाओं में जिनमें की yes no questions होते हैं वह विभेदित हैं declaratives से intonation pattern द्वारा ऐसे मामलों में क्या होता है की pattern की स्थिति वाक्य के अंत से निर्धारित की जाती है ना की शुरुआत से वह है reflexive universal तो यह है 3 टाइप्स implicational universals के जो कि हमारे पास linguistic typological literature मैं है इसमें और भी हैं मेरा आपको यह सुझाव होगा कि आप कृपया अपनी किताब में वापस जाएं और पता करें कि आप कितनी अच्छी तरह यह चीजें समझ सकते हैं वहां बहुत सा डाटा उपलब्ध है कृपया पता करें कि pragmatic implication कैसे काम करता है Syntagmatic implication कैसे काम करता है और reflexive implication यहां reflexive universal कैसे काम करता है तो चलिए यह संक्षेप में कहे तो अगर मैं इससे व्यवस्थित ढंग से कहूं या अगर मैं इससे सारांशित ढंग से कहूं तो मैं कहूंगी की implicational universal अलग है संबंध के टर्म्स में paradigmatic level syntagmatic level और reflexive level पर और जब paradigmatic implication या paragigmatic level तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी चलिए यहां दी गई सामान्य स्टेटमेंट को देखते हैं सभी भाषाओं में अगर Y है तो X भी है जहां Y और X अलग कंस्ट्रक्शंस हैं तो यह है paradigmatic relation या paradigmatic implication Syntagmatic implication क्या है सभी भाषाओं में अगर Y है तो X भी है जहां Y और X भाग हैं समान कंस्ट्रक्शन के तो paradigmatic के मामले में कंस्ट्रक्शन अलग होंगी syntagmatic के मामले में कंस्ट्रक्शनस समान होंगी और reflexive के मामले में सभी भाषाओं में अगर Y है तो X भी होगा जहां Y और X फीचर्स है कंस्ट्रक्शन में समान कांस्टीट्यूएंट्स के चलिए अब कोशिश करते हैं कल्पना करने की के paradigmatic implication syntagmatic implication और reflexive implication कैसे काम करता है मैं से संक्षेप में बताती हूं सभी भाषाओं में paradigmatic implication अगर Y है और X है तो दोनों Y और X अलग कंस्ट्रक्शंस में है Syntagmatic level पर वहां Y है वहां X है दोनों Y और X समान कंस्ट्रक्शन में है और reflexive domain या reflexive implication सभी भाषाओं में अगर Y है और अगर X है तो Y और X फीचर्स है समान कांस्टीट्यूएंट के एक कंस्ट्रक्शन के बीच और इसमें किस प्रकार का संबंध है अगर implicant और implicatum की टर्म्स में बात करें तो तो सभी भाषाएं जिनमें Y है X भी है वह है अकेला implicant और अगर पेचीदा implicants है तो वह सभी भाषाओं में होंगे जहां Y है और जहां X है पहला है unrestricted universal और फिर दूसरा है implicational universal चर्चा के इस भाग में मैंने मुख्य रूप से फोकस किया है दो मुख्य प्रकार के linguistic universals पर जोकि उपलब्ध है linguistic typology literature पर पहला है universals और जब आप बात करते हैं universals की तो पहला है unrestricted और दूसरा है implicational जब कहते हैं unrestricted यह विशेष फिनोमिना उपलब्ध है सभी भाषाओं में और अगर यह है implicational तो यहां X Y संबंध है अगर यहां Y है तो X भी जरूर होगा बिना X Y नहीं घटता यह है implicational relation और implicational universals के टॉमज में आप इसका अध्ययन paradigmatic level syntagmatic level और reflexive level कर सकते हैं Paradigmatic level पर दोनों Y और X सदस्य हैं दो अलग कंस्ट्रक्शनस के syntactic level पर वह सदस्य हैं समान कंस्ट्रक्शन के और reflexive level पर वह भाग हैं समान कंस्ट्रक्शन के कांस्टीट्यूएंट्स की तरह तो यह था जो Greenberg का कहना था और जिसका बहुत सारे typologists पालन करते हैं जहां तक की linguistic universals की बात है मेरा आपको यह सुझाव है क्या लाइट्स को रेफर करें कुछ दोस्त लाइट्स है जो मैंने पढ़ी नहीं है या जिनकी चर्चा मैंने विस्तार में नहीं की है कृपया आप मेरे द्वारा बताई गई Moravcsik की किताब Introducing Language Typology जो की Cambridge University Press द्वारा प्रकाशित की गई है उसे परामर्श करें और इन चीजों का पता लगाएं दोनों restricted और implicational का विस्तार मैं पता लगाएं चैप्टर 2 में तो यह है typology और universals के बारे में जो आपको बेहतर विचार देगा universals समझने में और आप क्या सोचते हैं अगर आप ज्यादा भाषाएं जानते हैं चलिए हम कहते हैं कि आप बहुभाषाविद हैं आप असल में बहुत सी भाषाएं बोल सकते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि कुछ फीचर्स जोकि absolute universals हैं जिनकी चर्चा इस किताब में की गई है वह उपलब्ध है आपकी भाषा में और वह बाकी जो सब हैं अन्यथा उससे unrestricted नहीं माना जाना चाहिए और आपके द्वारा जानी जाने वाली भाषाओं में implicational universals कैसे काम करते हैं यह आपके विचार करने के लिए है और सोचने के लिए है जो कि आपकी मदद करेगा language universals को बेहतर समझने में अगर समय हुआ तो मैं इसके बारे में थोड़ा और बात करूंगी अन्यथा मैं मुख्य रूप से आपसे universals के बारे में और जानकारी एकत्रित करने और मुझे एक से सन में बताने को कहूंगी कीवर्ड एक्जिस्टेंशल स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशनल स्टेटमेंट फोनेटिक यूनिवर्सल इंप्लीकेशनल यूनिवर्सल अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सल पैराडिग्माटिक यूनिवर्सल सिंटेगमेटिक यूनिवर्सल ग्रीनबरजीयन यूनिवर्सल रिफ्लेक्सइव यूनिवर्सल पैराडिग्मैटिक इंप्लीकेशन सिंटेगमेटिक इंप्लीकेशन रिफ्लेक्सेस इंप्लीकेशन